इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम लेक्चर नंबर 11 में डेरिवेटिव तथा एक वेरिएबल की डिफ्रेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे एक वेरिएबल की डिफ्रेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना आवश्यक है अनेक वेरिएबल पर जाने से पहले जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अतः एक वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है माना yf एक वेरिएबल का फंक्शन है और यदि यह रेश्यो fxx fx जोकि इस डिफरेंस को x से डिवाइड करने से आया है यदि इसकी लिमिट वैल्यू जबकि x→0 एक डेफिनेट लिमिट की तरफ जाती है तब यह लिमिट fx का उस x की वैल्यू पर डेरिवेटिव कहलाता है यह वह डेफिनेशन है जो डेरिवेटिव के लिए हम अक्सर काम में लेते हैं हम जो लिमिट लगाते हैं वह है x→0 यदि यह लिमिट एक्सिस्ट करती है तब हम कहते हैं कि यह वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव है और यह सामान्यतया f से दर्शाया जाता है या फिर y या dydx डेरिवेटिव का नोटेशन है जोकि इस कोशिएंट की लिमिट है जबकि x में इंक्रीमेंट को x से दर्शाया जाता है और इस डिफरेंस को x के इंक्रीमेंट से डिवाइड किया जाता है अतः यदि इस लिमिट का अस्तित्व है तो हम कहेंगे की फंक्शन का डेरिवेटिव है तथा इसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू के बराबर है और इसका नोटेशन f पर प्राइम लगाकर या dydx से दिया जाता है अतः डिफ्रेंशिएबिलिटी या डिफरेंशियल क्या होता है हम यहां पर एक फॉर्मल डेफिनेशन देंगे जिसके पीछे कारण यह है की फिर हम इसे अनेक वेरिएबल के लिए कर देंगे अतः कोई फंक्शन f बिंदु x पर डिफरेंशिएबल कहलायेगा यदि x में इंक्रीमेंट x है तथा इंक्रीमेंट y और A कोई कांस्टेंट है तब y को लिखा जा सकता है कांस्टेंट A इन टू x प्लस एप्सिलोन टाइम्स x जहां यह एप्सिलोन जीरो की तरफ जाता है जबकि x जीरो की तरफ जाता है और यह नंबर A x से इंडिपेंडेंट है अतः पॉइंट यह है की यह f डिफरेंशिएबल कहां जाएगा यदि हम इंक्रीमेंट y लिख पाए जबकि x में इंक्रीमेंट x है y में इंक्रीमेंट को y से लिखेंगे और हम इसे लिख सकते हैं yAxϵx यह एक लीनियर टर्म है क्योंकि A x से इंडिपेंडेंट है और ϵx और यह की प्रॉपर्टी है कि वह जीरो की तरफ जाता है जबकि x→0 तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है और राइट हैंड साइड की पहली टर्म A टाइम्स x है अतः Ax राइट हैंड साइड की पहली टर्म है और यह डिफरेंशियल कहलाता है या फिर y का टोटल डिफरेंशियल कहलाता है और इसे dy के नोटेशन से दर्शाया जाता है तब हम यह कह सकते हैं की dy डिफरेंशियल का एक और नोटेशन है अतः dy दर्शाया जाता है Ax से यह y के x प्रेशन में लिनियर टर्म है फिर से y इंक्रीमेंट है y में और यही f है क्योंकि फंक्शन yf है अतः yfxx fx यह इंक्रीमेंट y है और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं यह एक लीनियर टर्म है जिसमें A जोकि x से इंडिपेंडेंट है टाइम्स x और प्लस एप्सिलोन x तब हम कहेंगे की फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है और यह एप्सिलोन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीरो की तरफ जाता है जबकि x जीरो की तरफ जाता है और A x से इंडिपेंडेंट है यदि हम यह करते हैं तो हम कहेंगे की फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है और अगली स्लाइड में हम देखेंगे की डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है यहां हमने क्या किया की y को Axϵx की टर्म्स में लिखा है डेरिवेटिव की दोनों डेफिनेशन समान है अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं की डिफ्रेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है और देखेंगे कि यह दोनों समान हैं अतः yf के पॉइंट x पर डिफ्रेंशिएबल होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि फंक्शन का उस पॉइंट पर फाई नाइट डेरिवेटिव होना चाहिए यहां यह लिखा है और यह नेसेसरी और सफिशिएंट है इसका अर्थ यह है की फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है और हम डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पहले ही बता चुके हैं अतः यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब उसका उस पॉइंट पर डेरिवेटिव होगा और यदि उसका डेरिवेटिव है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा अतः कंक्लूजन यह है कि दोनों डेफिनेशन जिसमें पहले हमने डेरिवेटिव और फिर डिफरेंटशिएबिलिटी को डिफाइन किया एक समान ही हैं जबकि वेरिएबल एक ही है अब हम यह देखेंगे की डिफरेंटशिएबिलिटी इसी पॉइंट पर डेरिवेटिव के एक्सिस्ट करने को बताती हैं माना y बराबर है f के वह डिफरेंशिएबल है तब हम मानेंगे की फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेफिनेशन कहती है कि यह y है जोकि इंक्रीमेंट है y में और x इंक्रीमेंट है x में यदि हम लिख सकते हैं इस y को Axϵx की तरह तब यह फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है हमने यह माना की फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम y को Axϵx की तरह दर्शा सकते हैं तब हम लिमिट ले सकते हैं और लिमिट लेने से पहले हम इसे x से डिवाइड कर सकते हैं तब यह दिखाई देगा yx की तरह जोकि बराबर होगा Aϵ के अतः Aϵ और हम लिमिट लेंगेx→0 लिमिट लेने से यह हो जाएगाyx और यह लिमिट A के बराबर हो जाएगी और यहां x नहीं होगा और क्योंकि A भी x से इंडिपेंडेंट है जोकि डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में कहा गया है प्लस और लिमिट x 0 की तरफ जाता है इस एप्सिलोन कि यह प्रॉपर्टी है की x के जीरो की तरफ जाने पर यह भी जीरो बन जाता है अतः इस केस में x→0⁡yx यह डेरिवेटिव में कांस्टेंट है हम देख रहे हैं कि यह f है यह टर्म यहां कुछ भी नहीं है लेकिन fxx fx और फिर x→0fxx fx और यह टर्म डेरिवेटिव बन जाती है जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया हमें यहां पर मिलता है fx A क्योंकि यह जीरो की तरफ जाता है और हम यह ऑब्जर्व करते हैं की यदि फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तब f डेरिवेटिव है जबकि लिमिट ली जाती है यह डेरिवेटिव A के बराबर है जोकि x से इंडिपेंडेंट है अतः A और कुछ नहीं बल्कि f है जो कि डेरिवेटिव है हमने देख लिया की यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है और यह डेरिवेटिव A के बराबर है यह y कि इस एक्सप्रेशन में दिया गया है अतः यदि f डिफ्रेंशिएबल है तब f एक्सिस्ट करता है और उसकी डेफिनेट वैल्यू A है अब हम यह देखेंगे कि यदि डेरिवेटिव एक्जिस्ट करता है तब फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है अब हम यह मानते हैं की fx की डेफिनेट वैल्यू A है इसका अर्थ है कि f एक्सिस्ट करता है या फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है इस केस में हमें यह दिया गया है की fxx fx ओवर x की लिमिट A के बराबर है क्योंकि हमने यह माना की डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है अर्थात यह लिमिट एक्सिस्ट करती है जिसका मान A है क्योंकि अभी हम ने यह माना है की डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है एग्जांपल के लिए यदि x→0 किसी फंक्शन की लिमिट है और वह L के बराबर है तब हम यह लिख सकते हैं कि यह fx L किसी पॉइंट x के नेबरहुड में यह डिफरेंस एप्सिलोन के बराबर है इस कि यह प्रॉपर्टी है कि यह जीरो की तरफ जाता है जबकि x→0 अब यहां हम लिमिट ले क्या तब और यह fx L जीरो की तरफ जाता है हम लिख सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन एप्सिलोन है जबकि x→0 और इस इप्सिलोन कि यह प्रॉपर्टी है कि वह जीरो की तरफ जाता है जबकि x→0 यहां हमारे पास इसी प्रकार की एक सिचुएशन है जहां पर x→0 और यह कोशिएंट fxΔx fxΔx को A लिख सकते हैं और इस लिमिट की वैल्यू यहां L है अतः Aϵ तथा यह एप्सिलोन जिस की प्रॉपर्टी है कि वह जीरो की तरफ जाता है जबकि x→0 इस कांसेप्ट को हम आगे भी लेक्चरर्स में काम में लेंगे हमने यह लिमिट ले ली है और इस एप्सिलोन को इंट्रोडूस कर दिया है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वह जीरो की तरफ जाता है जबकि x→0 क्योंकि हम जानते हैं कि इस कोशिएंट की लिमिट A है अतः एप्सिलोन जीरो होना चाहिए जबकि x→0 अब हम इस केस में इसे दोबारा लिख सकते हैं fxx fx और यह x राइट हैंड साइड में लिया जा सकता है अतः हमें मिलता है AxϵΔx तथा एप्सिलोन कि यह प्रॉपर्टी है कि वह जीरो की तरफ जाता है जबकि x→0 इससे यह पता चलता है कि जो ऍक्सप्रैशन हमने प्राप्त किया है वह यह डिफरेंस है और इसे y लिखा जा सकता है अतः y को लिखा जा सकता है AxϵΔx तथा A x से इंडिपेंडेंट है और अब हमें f डिफ्रेंशिएबल प्राप्त होता है क्योंकि वह डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है इससे पता चलता है की f डिफरेंशिएबल है अतः अब तक हमने किसी फंक्शन के डिफरेंशियल को सीख लिया है जिसे हमने dy कहा है जोकि बराबर है Ax के यह फंक्शन का डिफरेंशियल इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है क्योंकि A कुछ भी नहीं लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव तथा आर्बिट्रेरी इंक्रीमेंट x है यह टर्म dy है अतः dy जोकि डिफरेंशियल कहा जाता है वह डेरिवेटिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट का प्रोडक्ट है और हम साधारणतया यह लिख सकते हैं की कुछ भी नहीं बल्कि fxΔx है अब तक हमने डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं जोकि एक मेरे वेरिएबल के फंक्शन के लिए थे आगे बढ़ते हुए हम डिफरेंशियल के ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे हम डिफरेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं हमारा इसकी ज्योमेट्री से क्या मतलब है हम y को पहले से ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं जब फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तब y को लिखा जा सकता है AxϵΔx और हम यह देख चुके हैं कि जब हम लिमिट लेंगे तब यह A बन जाएगा लेकिन fxयह हमने ऑब्जर्व किया है की डिफरेंशियल y है A dx या फिर A fdx है अब हम यह देखते हैं की इस इंक्रीमेंट तथा डिफरेंशियल का ज्योमेट्री में क्या मतलब है इसके लिए हमने माना कि यह y है जो कि एक फंक्शन है यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है अब हम कर्व yf को लेते हैं या फिर एक वेरिएबल के फंक्शन को लेते हैं और यह पॉइंट x है x पर फंक्शन की वैल्यू fहै और यह वैल्यू हाइट f है यह पॉइंट x इन टू f है इसके बाद हम इंक्रीमेंट x बनाते हैं जोकि x में इंक्रीमेंट है अतः हमारे पास एक और पॉइंट xx यहां पर है और इस पर फंक्शन की वैल्यू f xx है यह पॉइंट xx बन जाएगा क्योंकि यह x कोऑर्डिनेट तथा यह y कोऑर्डिनेट है और fxx इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है अब हम यहां एक टेंजेंट बनाते हैं क्योंकि हम यहां डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो यह भी बात यहां आएगी अब हम इस पॉइंट x पर टेंजेंट बनाते हैं जोकि डॉटेड लाइन से दिखाई गई है और यह x है जोकि x में इंक्रीमेंट है अतः यह x या dx टर्म है हम इस पॉइंट पर आएंगे कि हमने यहां dx क्यों लिखा जबकि इंक्रीमेंट y में y है अतः हमने x में इंक्रीमेंट x बनाया और यह y में चेंज है यह y चेंज है क्योंकि पहले y यह था और अब y यह हो गया है अब इंक्रीमेंट y है तो यह y क्या है y पहला डेरिवेटिव है यहां f और dx यदि यह डेरिवेटिव है तो टेंजेंट f कुछ नहीं है लेकिन इस एंगल का टेंजेंट है तो फिर यह बराबर होगा इसको इस से डिवाइड करने से यहां से यहां तक का डिस्टेंस f इन टू यह x होगा क्योंकि इस ट्राएंगल में आप इस एंगल की टेंजेंट देख सकते हैं यहां पर यह f है पॉइंट x पर यह इस डिस्टेंस जिसे हम dy बोलते हैं बराबर होगा इस x के तब यह x f x और यह डिस्टेंस यह fx है अतः यह डिस्टेंस fx है जिसे हम dy कह रहे हैं यह dy की डेफिनेशन है और यहां हम यह देखते हैं की यह y है जो की y में इंक्रीमेंट है जबकि x में इंक्रीमेंट x है यह dy है जो हमारी डेफिनेशन में y का डिफरेंशियल है आता है हम यहां ऑब्जर्व करते हैं कि यह x तथा यह गया फंक्शन में चेंज है जबकि x में चेंज x है फंक्शन में चेंज y है तथा dy टेंजेंट मैं चेंज है यह टेंजेंट के अलोंग चेंज है और यह फंक्शन में चेंज है जबकि x मैं इंक्रीमेंट x हम यह भी नोट कर सकते हैं की dy और dx चेंज हैं जिसमें dx टेंजेंट लाइन पर चेंज को मेजर करता है अतः यह टेंजेंट लाइन के अलावा है इसे हमने x लिखा है या फिर हम इसे dx कह सकते हैं दोनों सेम हैं क्योंकि टेंजेंट लाइन पर चेंज को दिखाते हैं y के साथ dx तथा dy यहां नोटेशन हैं yऔर x फंक्शन में चेंज को बताता है यहां पर हम एक इंक्रीमेंट x तथा फंक्शन में इंक्रीमेंट y से बता सकते हैं इसे हमने कैपy से तथा इसे x से दर्शाया है x तथा dx दोनों सेम ही हैं जोकि x में चेंज को दर्शाते हैं लेकिन y axis पर यह फंक्शन में चेंज को और यह फंक्शन की टेंजेंट में चेंज को दिखाता है अतः इनमें कुछ अंतर है और जब हम ऑब्जर्व करें क्योंकि हमने dy को बराबर किया है डेरिवेटिव के f और dx के और यदि हम y x माने तो y x तब डेरिवेटिव 1 इन टू dx या x क्योंकि हमने शुरुआत में लिनियर टर्म ली थी जोकि A टाइम्स x थी अतः ओरिजिनल यह f x की तरह डिफाइन था तब यह dx x बन जाएगा और dy और dx टेंजेंट लाइन पर चेंज को दर्शाते हैं dx से dy तथा xऔर फिर से y अब यह हो जाएगा अब हमने डिफ्रेंशिएबिलिटी का ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ लिया है हम एक बार डेफिनेशन फिर से लिख रहे हैं अतः फंक्शन yfकिसी पॉइंट x0 y0 पर डिफ्रेंशिएबल कहलायेगा यदि किसी पॉइंट के नेबर हुड पर यह लीनियर फंक्शन से एप्रोक्सीमेट किया जा सके अतः यह डिफरेंटशिएबिलिटी की एक और इंटरप्रिटेशन है पहले ही हम फंक्शन को लीनियर ऐक्सप्रेशन में लिख चुके हैं और फिरx यहां फंक्शन के डिफरेंशियल होने का एक और इंटरप्रिटेशन है कि यह फंक्शन इस पॉइंट के नेबरहुड में लीनियर ऐक्सप्रेशन से दर्शाया जा सके मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं की फंक्शन f किसी पॉइंट x0 y0 के नेबरहुड में एक लीनियर फंक्शन मैं एप्रोक्सीमेट किया जा सकता है यहां यह लीनियर फंक्शन fAϵx x0है यह पहले वाली डेफिनेशन जैसा ही है यदि हम fAϵx x0 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो यह बन जाएगा y और यह x है तथा Aϵ और फिर से x x में चेंज है लेकिन हम बात कर रहे हैं की प्वाइंट x0 y0 के नेबरहुड में फंक्शन f को लीनियर फंक्शन में एक्सप्रेस किया जा सके इसका मतलब क्या है यह एक लीनियर फंक्शन है और एप्सिलोन यह है जो की जीरो की तरफ जाता है जबकि f यह काफी सिमिलर है क्योंकि यह भी जीरो की तरफ जाता है और यह भी जीरो की तरफ जाता है अतः हमारे पास x की टर्म्स मैं क्वाड्रेटिक टर्म है तथा डिफरेंस x x0और हमारे पास x x0 में लीनियर टर्म है इसका मतलब यह है की फंक्शन को इस पॉइंट x के कम से कम एक नेबरहुड में लीनियर फंक्शन की करें अप्प्रोक्सीमेट किया जा सकता है यह x में लीनियर फंक्शन है और कर्व की टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट x0 fपर जहाँ कर्वyfx है फिर से यह एक्स एक्सिस है और यह कर्व yfx है यह पॉइंट x0 और यह पॉइंटx0 f है yfx किसी बिंदु यह पर डिफ्रेंशिएबल है तब हम उसे पॉइंट के नेबरहुड मे लीनियर फंक्शन से एप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस लीनियर फंक्शन की एक्यूरेसी पॉइंट x लेने पर है कि हम यह पॉइंट x x0 से कितना दूर लेते हैं यदि यह बहुत दूर है तब हम सही एप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते इस पॉइंट के नेबरहुड में तो हम फंक्शन को लीनियर फंक्शन से एप्रोक्सीमेट कर सकते हैं तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर मैथमेटिकल हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन f लिखा जाए एक लीनियर फंक्शन की टर्म में प्लस इप्सिलोन और फिर यह डिफरेंस x x0 और यह गैर0 यह डिफरेंस की टर्म्स में लिनियर और यह नॉनलीनियर टर्म है अतः यहां पर एक लिनियर टर्म तथा एक नॉनलीनियर टर्म् है और यह टेंजेंट की इक्वेशन है जो कि इस केस में लिखी गई है अब तक हमने डिफरेंटशिएबिलिटी की टेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया है हमने 3 कांसेप्ट में से एक था जिसमें डेरिवेटिव को कोशिएंट लेकर लिमिट लगाकर ज्ञात किया गया इसमें यदि लिमिट एक्सिस्ट करती है तब हम करेंगे की फंक्शन का डेरिवेटिव है या फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है क्योंकि यह फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी के समान है और इससे हमने fसे दर्शाया दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने देखा की ydyϵx तब हम यह एक्सप्रेशन dy तथा ϵx की टर्म्स में लिख सकते हैं और dyAΔx यहां जो इंक्रीमेंट वाली टर्म है उसे डिफरेंशियल कहा जाता है यह डिफ्रेंशिएबिलिटी टेस्ट करने का दूसरा तरीका है कि हम y को इस तरह लिख सकते हैं और तीसरे कांसेप्ट में हमने इन टर्म्स को डिड्यूस किया है हम y की तरह लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड को डिवाइड किया गया है xसे फिर लिमिट लगाई गई है इप्सिलोन जीरो की तरफ जाता है जबकि x जीरो की तरफ जाता है तब यह ऍक्सप्रैशन जीरो होना चाहिए इन तीनों में से हम कोई भी टेस्ट डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए लगा सकते हैं हमारे पास 3 कांसेप्ट हैं यहां एक उदाहरण ले रहे हैं जिसने हम यह दर्शा देंगे की fx2 डिफ्रेंशिएबल है और यह बहुत आसान है तबyx2 अर्थात यह yबराबर होगा xx2 fxके अर्थात x2 यदि में इसे एक्सपेंड करूं तो हमें मिलेगा x2x22xx x2 यह टर्म कैंसिल हो जाती है और हमें मिलता है 2xx तथा x2 और जिसे लिख सकते हैं 2xxऔरx अतः हमारे पास Axतथा xहै और जीरो की तरफ जाता है यदि x→0यहां यह टर्म2xA है जहां x दिया हुआ है यह वह फॉर्मेट है जिसमें डिफ्रेंशिएबिलिटी का उपयोग करना है इसका मतलब यह है की फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू A है और इसे fसे दिखाया जाता है और यह है इसका मतलब यह है की फंक्शन डिफरेंशियल है और इसका डेरिवेटिव 2 x है इसके अलावा हम यह भी दिखा सकते हैं कि यह कोशिएंट यहां x→0fxx fxहै फिर से fxx fx जो कि पहले से ही यहां है अतः हम लिख सकते हैं 2xxΔx2जोकि डिवाइड किया जाएगा x से फिर हम लिमिट लेंगे x→0 तब यह 2x प्लस x टर्म लिमिट x→0 लेने पर यह टर्म जीरो हो जाएगी और हमें केवल जब मिलेगा 2x यह दर्शाता है की लिमिट एक्जिस्ट करती है x की किसी भी वैल्यू के लिए अतः फंक्शन पूरे डोमेन में डिफ्रेंशिएबल है या हम कह सकते हैं कि यह रेश्यो जोकि y dy है इसे हम x2ले सकते हैं और जब इसे xसे डिवाइड किया जाएगा तब यह केवल xरह जाएगा और लिमिट x→0 लेने पर यह जीरो की तरफ चला जाएगा यह तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें y को इस करें एक्सप्रेस करके या फिर कोशिएंट पर लिमिट लगाकर डिफ्रेंशिएबिलिटी को दिखाया जा सकता है यह एग्जांपल जिसमें दिखाया गया है की yx2हम y त था dy पता करते हैं x2 पर जब x1x01x001तब पॉइंट x2और यह इंक्रीमेंट हैं अतः हम जानते हैं की yfxx fऔर dyfxdx अगर आप यह टेबल यहां बनाते हैं एग्जांपल के लिए हम यहां y y का मान ज्ञात कर सकते हैं x का मान 2x है जिससे हम पहले वन लेते हैं 1 f यह यहां f हो जाएगा और x x2 और 9 and f अतः x स्क्वेयर 4 हो जाएगा यह वैल्यू 5 हो जाएगी और अब dy f यहां 2 x है 2 x इन टू dx यहां दो आएगा पर यह 2 x है तो यह 2 हो जाएगा और हमे 4 मिलेगा इसी तरह से जब हम x लेते हैं तब हमें मिलता है 041 और dy होता है 040 और छोटा x लेने पर हमें y मिलता है 00401 यह हो जाता है 00400 इस केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब x बड़ा है यह दोनों y तथा dy समान नहीं है ऐसा नहीं है की इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होने की वजह से dy y में टोटल चेंज को अप्रॉक्सिमेट्स नहीं कर रहा है लेकिन जबx छोटा है तब जब हम छोटा इंक्रीमेंट लेते हैं तब dy अच्छी तरह से y को एप्रोक्सीमेट कर रहा है और यही इसका मतलब है यदि पॉइंट के नेबरहुड में हम इसे लीनियर टर्म से एप्रोक्सीमेट कर पाए